उसके प्रकार है विभिन्न प्रकार की एस्टिमेशन टेक्निक की एक और श्रेणी है हालांकि एस्टिमेशन की कई टेक्निक हैं जिन्हें वे मोटे तौर पर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर वर्गीकृत किया जा सकता है यह एक वर्गीकरण है किस बारे में एल्गोरिथ्म मॉडल एक्सपर्ट ओपिनियन एक्सपर्ट जजमेंट अनलॉय माइथोलॉजी या जीतने के लिए मूल्य लास्ट कक्षा में हमने इन लास्ट तीन एक्सपर्ट ओपिनियन या एक्सपर्ट जजमेंट अनलॉय माइथोलॉजी और जीतने के लिए कीमत के बारे में चर्चा की है ये चीजें हमने पहले ही देखी हैं और इसलिए मूल रूप से ये चारों प्रोजेक्ट एस्टिमेशन के लिए एक और वर्गीकरण भी हैं तो पिछले तीन हमने पहले से ही देखे है अब हम टॉप डाउन और बॉटम उप एस्टिमेशन टेक्निक के बारे में देखते हैं फिर हम प्रोजेक्ट एस्टिमेशन के लिए एल्गोरिथम मॉडल के बारे में देखेंगे तो बॉटम उप एस्टिमेशन एक एस्टिमेशन टेक्निक है जो उन सभी कार्यों की पहचान करती है जिन्हें ठीक किया जाना है तो इसलिए यह उन सभी कार्यों की पहचान करता है जिन्हें परफॉर्म किया जाना है तो यह बहुत समय लगता है इसे तब उपयोग करें जब आपके पास समान पहले जैसा प्रोजेक्ट के बारे में कोई डेटा न हो इसलिए जब आपके पास समान पहले जैसा प्रोजेक्ट नहीं हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं मैंने पहले ही आपको बताया है कि यह अनलॉय माइथोलॉजी है अनलॉय माइथोलॉजी ही बात पर बेस्ड है यह कब उपयुक्त होगा जब आप अतीत में इसी प्रकार के प्रोजेक्ट कर चुके है या इसी प्रकार के प्रोजेक्ट कर रहे हों तब इस अनलॉय माइथोलॉजी का आप उपयोग कर सकते हैं लेकिन जब आपके पास समान अतीत के प्रोजेक्ट के बारे में कोई डेटा नहीं होता है तो आप इस बॉटम उप एप्रोच का उपयोग करें फिर उप डाउन एप्रोच के बारे में क्या है यह प्रोजेक्ट लागत ड्राइवरों के आधार पर और पिछले प्रोजेक्ट डेटा के आधार पर ओवरआल एस्टीमेशन को प्रोडूस करता है इसलिए पिछले प्रोजेक्ट का डेटा उपलब्ध होने पर टॉप डाउन विधि का उपयोग किया जाता है तो यह विधि दो चीजों के आधार पर ओवरआल एस्टिमेशन तैयार करती है पिछले प्रोजेक्ट के आंकड़ों के आधार पर प्रोजेक्ट के विभिन्न प्रोजेक्ट लागत ड्राइवरों के आधार पर इसलिए यहां हमें उन नौकरियों के बीच ओवरआल एस्टिमेशन को विभाजित करना होगा जो उन्हें परफॉर्म करना है अब आइए देखें बॉटम उप एस्टिमेशन स्टेप्स क्या हैं बॉटम उप एस्टिमेशन क स्टेप्स इस प्रकार है प्रोजेक्ट की गतिमेथड को छोटे कॉम्पोनेन्ट में तोड़ना इसलिए जैसा कि इसके नाम से ही एस्टिमेशन लगाया जा सकता है बॉटम उप एस्टिमेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के जैसे बॉटम उप मेथडोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ इसी तरह आप प्रोजेक्ट की गतिमेथड को छोटे और छोटे कॉम्पोनेन्ट में तोड़ देते हैं फिर जब एक या दो सप्ताह में एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले काम को प्राप्त करते हैं तो तो उस काम को रोक देते है यह तोड़ने की प्रक्रिया कहाँ है इसे कब रोका जाना चाहिए हमें रुकना चाहिए जब आपको यह मिलता है क्या एक व्यक्ति एक या दो सप्ताह के भीतर काम कर सकता है तब आप सबसे कम लागत वाली गतिमेथड के लिए लागत का एस्टिमेशन लगाते हैं इसलिए प्रोजेक्ट को गतिमेथड में विभाजित करने के बाद आप हायर लेवल पर हर लोअर लेवल की एक्टिविटी की कॉस्ट का एस्टिमेशन लगाते हैं हाई लेवल पर आप एस्टिमेशन कैसे लगते है लोअर लेवल क एस्टिमेशन को ऐड करके इसलिए प्रत्येक हाई लेवल पर आपको लोअर लेवल के एस्टिमेशन की गणना करनी होगी आइए फिर हम टॉप डाउन एस्टिमेशन के बारे में देखते हैं हम एक उदाहरण लेंगे तो मान लीजिए जैसा कि ऊपर बॉटम उप एस्टिमेशन है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं मुझे लगता है ठीक बता दिया है आइए अब हम हम टॉप डाउन एस्टिमेशन बॉटम उप एस्टिमेशन एल्गोरिदम देखें हम पहले ही देख चुके हैं तो अब टॉप डाउन एस्टिमेशन के बारे में देखते हैं अंतर जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है यहाँ टॉप डाउन एस्टिमेशन इस प्रकार थे एफर्ट ड्राइवर और कॉस्ट ड्राइवर या कुछ ड्राइवर्स का जिसको आपको उपयोग करना है उसका उपयोग करके आप ओवरॉल एस्टिमेशन प्रोडूस कर सकते है फिर आप ओवरआल एस्टीमेट को बहुत से कॉम्पोनेन्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते है यहाँ आप देख सकते हैं कि आपने जिस ओवरआल प्रोजेक्ट के लिए एस्टिमेशन लगाया है कि आपको 100 दिन लग सकते हैं लेकिन ओवरआल प्रोजेक्ट को किस उप गतिमेथड में विभाजित किया जा सकता है डिजाइन कोडिंग टेस्टिंग वगैरह और आपने एस्टिमेशन लगाया है कि कुल दिनों का 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत डिजाइन को दिया जा सकता है 30 प्रतिशत कोड को और 40 प्रतिशत आप टेस्टिंग के लिए देंगे फिर आप आसानी से इस अनुपात के अनुपात की गणना कर सकते है तो इस तरह से बॉटम उप एस्टिमेशन काम करता है पहले ओवरआल एस्टिमेशन का एस्टिमेशन लगाएं पहले ओवरआल एस्टिमेशन की गणना करें और फिर ओवरआल एस्टिमेशन के अनुपात को वितरित करें इंडिविजुअल कॉम्पोनेन्ट तो आप करेंगे फिर प्रयास या एस्टिमेशन लगाने की यह विधि को टॉप डाउन एस्टिमेशन के रूप में जाना जाता है एक और उदाहरण यहां दिया गया है जहां ये कुल हैं मान लीजिए कुल प्रोजेक्ट लागत 500000 है तो कुल प्रोजेक्ट ओवरआल प्रोजेक्ट की डिजाइन कोडिंग टेस्टिंग दस्तावेज़ीकरण डॉक्यूमेंटेशन सीडी प्रोडूस जैसी कुल प्रोजेक्ट डेवेलोप करने के क्या भिन्न कॉम्पोनेन्ट है तो फिर आपको क्या करना है जिस व्यक्ति को आपको एस्टिमेशन लगाना है कि प्रत्येक कॉम्पोनेन्ट द्वारा कितना प्रतिशत लिया जाएगा मान लीजिए डिजाइन में 20 प्रतिशत लगेगा प्रोग्रामिंग में 30 प्रतिशत लगेगा टेस्टिंग में 40 प्रतिशत डॉक्यूमेंटेशन में 5 प्रतिशत और सीडी के प्रोडूस में 5 प्रतिशत लगेगा तदनुसार यह आपको गणना करना होगा यह कहना है कि 500000 का 20 प्रतिशत जो कि 100000 है यह जो देगा वह डिज़ाइन को देगा इसी तरह 500000 का 30 प्रतिशत शायद 15 लाख यह प्रोग्रामिंग को देगा और इसी तरह आप इसे असाइन करते हैं जो अनुपातों की गणना करते हैं और विभिन्न कॉम्पोनेन्ट को दिए गए प्रतिशत की गणना करते हैं तो इसी प्रकार डिजाइन को दो प्रकार के डिजाइन कहा जा सकता है डी 1 डी 2 जैसे डी 1 डिजाइन और आपका डेटाबेस 10 10 10 प्रतिशत प्रत्येक पर डिजाइन करते हैं तो आपको प्रत्येक को 50000 देना होगा तो इसी तरह प्रोग्राम में दो प्रोग्रामिंग शो हो सकते हैं जो G U I के लिए कोड लिख रहे हैं और कहने के लिए यहां तीन प्रोग्रामिंग हो सकते हैं इस G U I के लिए प्रोग्रामिंग डेटाबेस के लिए प्रोग्रामिंग और सामान्य कोड के लिए प्रोग्रामिंग तो फिर से 20 प्रतिशत 5 प्रतिशत 5 प्रतिशत तो आनुपातिक की गणना और डॉक्यूमेंटेशन documentation किया जाता है मान लीजिए कि दो प्रकार की सीडी है केवल एक को तैयार करना है तो इस तरह से आप इसे विभाजित कर सकते हैं टेस्टिंग को भी यूनिट टेस्टिंग टी 1 इंटीग्रेशन टेस्टिंग है टी 2 सिस्टम टेस्टिंग टी 3 हो सकता है इसलिए तदनुसार इस प्रतिशत की गणना करें आपको प्रत्येक स्टेप्स के लिए एस्टिमेशन प्राप्त होंगे तो यह है टॉप डाउन एस्टिमेशन कैसे काम करता है आइए देखते हैं कि टॉप डाउन एप्रोच के क्या फायदे हैं यह सिस्टम लेवल एक्टिविटीज जैसे इंटीग्रेशन टेस्टिंग या इंटीग्रेशन डॉक्यूमेंटेशन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट वगैरह के लिए जिम्मेदार है तो टॉप डाउन एस्टिमेशन यह इंटीग्रेशन डॉक्यूमेंटेशन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट आदि जैसे विभिन्न सिस्टम स्तर की गतिमेथड पर विचार करता है इनमें से कई को बॉटम उप एस्टिमेशन मेथड में अनदेखा किया जा सकता है हम देखेंगे कि बॉटम उप एस्टिमेशन का एक दोष यह है कि यह इन सिस्टम स्तर की गति मेथड को ध्यान में नहीं रखता है इसके लिए न्यूनतम प्रोजेक्ट विवरण की आवश्यकता होती है तो यह टॉप डाउन एस्टिमेशन इसमें बहुत कम प्रोजेक्ट विवरण बहुत न्यूनतम प्रोजेक्ट विवरण की आवश्यकता होती है यह आमतौर पर फ़ास्ट और इम्प्लेमेंत करने में आसान है ये टॉप डाउन एस्टिमेशन के फायदे हैं लेकिन ऊपर बॉटम उप एस्टिमेशन के कुछ नुकसान भी हैं जैसे यह कठिन निम्न स्तर की समस्याओं पर ध्यान नहीं देता है यह इस प्रणाली के स्तर की गतिमेथड को ध्यान में रखता है लेकिन यह निम्न स्तर की समस्याओं को ध्यान में नहीं रखता है यह निम्न स्तर के कॉम्पोनेन्ट की जटिलता को कम और अनदेखा करता है यह ध्यान में नहीं रखता है और साथ ही यह निम्न स्तर के कॉम्पोनेन्ट की जटिलताओं को कम और अनदेखा कर सकता है यह डिसिशन या एस्टीमेशन को सही ठहराने के लिए कोई विस्तृत विवरण नहीं देता है तो आपने यह निर्णय क्यों लिया है आपने यह एस्टिमेशन क्यों लगाया है यह निर्णय या प्रोजेक्ट मेनेजर द्वारा किए गए एस्टीमेशन को सही ठहराने के लिए कोई विस्तृत आधार प्रदान नहीं करता है बॉटम उप एस्टिमेशन को देखने के फायदे क्या हैं यह सॉफ्टवेयर समूह को लगभग पारंपरिक अंदाज में एस्टिमेशन लगाने की अनुमति देता है इसलिए एक पारंपरिक फैशन सॉफ्टवेयर समूह या प्रोजेक्ट मेनेजर में वे विभिन्न मापदंडों का एस्टिमेशन लगा सकते हैं प्रत्येक समूह का एस्टिमेशन कॉम्पोनेन्ट के लिए पर्याप्त अनुभव है इसलिए सॉफ्टवेयर विकास में शामिल विभिन्न समूह वे विभिन्न कॉम्पोनेन्ट का एस्टिमेशन लगाएंगे जिनके लिए उनके पास पर्याप्त अनुभव है यह अधिक स्थिर है क्योंकि विभिन्न कॉम्पोनेन्ट में एस्टिमेशन त्रुटियां अधिक या कम हो सकती है इसलिए अलग अलग यह बहुत स्थिर है क्योंकि विभिन्न कॉम्पोनेन्ट में एस्टिमेशन त्रुटियां हैं वे पहले से ही संतुलित हैं लेकिन खामी बॉटम उप एस्टिमेशन की कई कमियां हैं जैसे कि यह सिस्टम स्तर की कई लागतों को उन्धेखा कर सकता है यह मैंने आपको पहले ही बताया है टॉप डाउन एप्रोच के फायदे यह है कि यह सिस्टम स्तर की गतिमेथड को ध्यान में रखता है लेकिन बॉटम उप एस्टिमेशन सिस्टम स्तर की कई लागतों जैसे इंटीग्रेशन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंटconfiguration management वगैरह क्वालिटी अस्सुरांस को उन्देखा कर सकता है इसलिए इस सिस्टम स्तर की लागत में शामिल होने वाली लागत को बॉटम उप एस्टीमेशन प्रक्रिया द्वारा अनदेखा किया जा सकता है यह गलत हो सकता है क्योंकि आवश्यक जानकारी प्रारंभिक चरण में उपलब्ध नहीं हो सकती है इसलिए प्रारंभिक चरण के दौरान सिस्टम रेकुइरेमेंट अनालुय्सिस फेज या इस डिज़ाइन फेज की तरह हो सकता है इसलिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकती है तो एस्टिमेशन गलत हो सकता है अगर आप इस बॉटम उप एस्टिमेशन का उपयोग कर रहे हैं यह अधिक समय लेने वाला होता है बॉटम उप एस्टिमेशन की तुलना में अधिक समय लगता है तो अब हम इस प्रोजेक्ट के एस्टिमेशन के लिए एल्गोरिथम मॉडल algorithm मॉडल के रूप में कहा जाने वाला एक और मॉडल देखते हैं अब पहले देखते हैं कि अच्छे एल्गोरिथम मॉडल के लिए क्या मापदंड हैं फिर हम इस एल्गोरिथम मॉडल के लिए कदम उठाएंगे तो सबसे पहले यह एल्गोरिथम मॉडल यदि आप प्रोजेक्ट एस्टिमेशन के लिए एक एल्गोरिथम मॉडल विकसित करना चाहते हैं तो इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए प्रक्रिया बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए तब यह सटीक होना चाहिए यह वस्तुनिष्ठ होना चाहिए इसका मतलब है आपको सब्जेक्टिव फैक्टर से बचना चाहिए यह केवल उद्देश्य फैक्टर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए परिणाम समझने योग्य होना चाहिए और यह स्थिर होना चाहिए इसका मतलब है परिणाम पैरामीटर मानों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए मान्य होना चाहिए पैरामीटर मानों की एक छोटी श्रृंखला के लिए नहीं और इसका उपयोग करना आसान होना चाहिए यह बहुत अधिक कारण होना चाहिए इसका मतलब है भविष्य के डेटा को केवल मौजूदा डेटा वर्तमान डेटा की आवश्यकता नहीं है हमें विभिन्न मापदंडों का एस्टिमेशन लगाने में सक्षम होना चाहिए ये एक अच्छे एल्गोरिदम मॉडल के कुछ मापदंड हैं अब देखते हैं कि एल्गोरिथ्म मॉडल क्या हो सकते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए हमें यह एस्टिमेशन लगाने की आवश्यकता है कि रिपोर्ट के साथ साथ अवधि क्या है हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सीधे प्रयास अवधि का एस्टिमेशन लगाना बहुत मुश्किल है कार्यक्रम विवरण से सीधे प्रयास या लागत या अवधि का एस्टिमेशन लगाना कठिन है तो यही कारण है कि प्रयास और अवधि को वे कुछ प्रोजेक्ट विशेषताओं के संदर्भ में मापा जा सकता है जो इसके साथ सहसंबंधित हैं उदाहरण के लिए यह कॉल साइज़ है साइज़ का उपयोग करके हम प्रयास और अवधि का एस्टिमेशन लगा सकते हैं तो पहले हमें साइज़ का एस्टिमेशन लगाना होगा साइज़ के एस्टिमेशन का उपयोग करके हम फिर प्रयास और अवधि का एस्टिमेशन लगा सकते हैं तो सॉफ्टवेयर साइज़ हमने पहले ही चर्चा की है कि वास्तव में यह किस साइज़ का है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आप इसे कैसे मापते हैं और मैंने आपको पहले ही बताया है हम उस दो मापदंडों का उपयोग कर सकते हैं एस एल ओ सी और फ़ंक्शन पॉइंट तो सॉफ़्टवेयर की कोई भी विशेषता जो आसानी से मापी जाती है और जो प्रयास के साथ सहसंबंधी होती है निर्णय लेती है सॉफ़्टवेयर के किसी भी विशेषता को आसानी से मापा जाता है और प्रयास के साथ सहसंबद्ध होता है जिसे साइज़ और कैसे आप इसका उपयोग कर माप सकते हैं जैसे कि SLOC और फ़ंक्शन जैसे मेट्रिक्स बिंदु या एफ पी अब हम एल्गोरिथम मॉडल देखते हैं या अब हम इस एल्गोरिथम मॉडल या पैरामीट्रिक मॉडल देखते हैं तो दो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं एक कोड की इस लाइनों और फ़ंक्शन बिंदुओं COCOMO वे इन मॉडलों के उदाहरण हैं आइए हम L O C बेस्ड मॉडल या COCOMO में से किसी एक मॉडल को देखते हैं या तो LOC बेस्ड मॉडल या COCOMO में हम शुरू में कुछ मूल्य का एस्टिमेशन लगाते हैं हम शुरू में कुछ मूल्य का एस्टिमेशन लगाते हैं फिर एल्गोरिथ्म लागू करते हैं और एस्टिमेशन लगाते हैं लेकिन वास्तव में इच्छा क्या है हमें एस्टिमेशन लगाने से शुरू नहीं होने वाले मूल्यों का एस्टिमेशन लगाना चाहिए हमें एस्टिमेशन लगाना चाहिए सिस्टम विशेषताओं से शुरू होने वाले मूल्य फिर हम एल्गोरिथ्म लागू कर सकते हैं और फिर हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं तो यह L O C बेस्ड मॉडल या COCOMOS के साथ समस्या है इसलिए इसे दूर करने के लिए हम एल्गोरिथम या पैरामीट्रिक मॉडल लागू कर सकते हैं अब देखते हैं कि एल्गोरिथम मेथड के क्या फायदे हैं यह एक दोहराने योग्य एस्टिमेशन उत्पन्न करने में सक्षम है इसलिए एक बार जब आप कुछ पैरामीटर के लिए एस्टिमेशन लगाते हैं तो आप दोहराए जाने वाले एस्टिमेशन उत्पन्न कर सकते हैं तो यही कारण है कि यह प्रकृति में दोहराने योग्य है यह एस्टिमेशन है कि आप एल्गोरिथ्म मेथड का उपयोग करके प्राप्त कर रहे हैं वे ठीक संशोधित करना आसान है वे इनपुट डेटा को संशोधित करना अलग अलग फार्मूला formula को परिष्कृत करना और अनुकूलित करना आसान है यह एस्टिमेशन के एक परिवार या एक संवेदनशील विश्लेषण का समर्थन करने में सक्षम है तो यह एल्गोरिथ्म विधि कुशल है और यह न केवल एकल अनुमानों का समर्थन करने में सक्षम है बल्कि अनुमानों का परिवार या एक संवेदनशील विश्लेषण है इसे सार्थक रूप से पिछले अनुभव पर कैलिब्रेट किया जा सकता है तो सबसे महत्वपूर्ण लाभ में से एक यह है कि यह बहुत सार्थक रूप से कैलिब्रेट किया जा सकता है आप पिछले अनुभव को कैलिब्रेशन कर सकते हैं एल्गोरिदमिक मेथड की कुछ कमियां हैं जैसे कि इसमें असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए विस्तार के साधनों का अभाव है तो एक एल्गोरिथ्म के तरीके वे कुछ असाधारण परिस्थितियों से निपट सकते हैं जैसे असाधारण टीम वर्क कौशल स्तरों और कार्य वगैरह के बीच असाधारण मैच इसलिए इन असाधारण स्थितियों को आसानी से खेद हो सकता है वे इस एल्गोरिथ्म के तरीकों का उपयोग करने से नहीं निपट सकते हैं इसलिए खराब साइज़ के इनपुट और गलत लागत ड्राइवर रेटिंग के परिणामस्वरूप गलत एस्टिमेशन होगा इसलिए यदि आपके पास खराब साइज़िंग इनपुट हैं यदि लागत ड्राइवर रेटिंग गलत हैं तो अंततः वे गलत एस्टिमेशन लगाएंगे अनुभव जैसे कुछ कारकों को आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है इसलिए यदि आप एल्गोरिथम मेथड का उपयोग कर रहे हैं इसलिए कुछ परीक्षक के अनुभव या कुछ परीक्षक के अनुभव जैसे कारक इसे आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है तो अब हमें बताएं जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर एक दोष यह है कि यहाँ एक फायदा यह है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एल्गोरिथम विधियाँ वे सार्थक रूप से पिछले अनुभव पर कैलिब्रेट की जा सकती हैं आइए देखें कि हम एल्गोरिथम मेथड का उपयोग करके पिछले अनुभवों का अंशांकन कैसे कर सकते हैं तो हम कैलिब्रेशन calibration मॉडल देखते हैं इसलिए कई मॉडल विशिष्ट स्थितियों के लिए विकसित किए जाते हैं और परिभाषा के अनुसार उस स्थिति में कैलिब्रेट किए जाते हैं तो कई मॉडल हैं उन्हें केवल विशिष्ट स्थितियों के लिए विकसित किया जाता है उन्हें सामान्यीकृत नहीं किया जाता है उन्हें विशिष्ट परिस्थितियों के लिए विकसित किया जाता है और परिभाषा के अनुसार उन्हें उस स्थिति में कैलिब्रेट किया जा सकता है ऐसे मॉडल आमतौर पर उस विशेष वातावरण के बाहर उपयोगी नहीं होते हैं मेरे पास जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है ये मॉडल बहुत कुछ होंगे जो विशिष्ट स्थिति के लिए उपयुक्त हैं वे विशेष वातावरण के बाहर उपयोगी नहीं हो सकते हैं इन सामान्य मॉडलों में से एक की सटीकता को बढ़ाने के लिए केलेब्रतिओन की आवश्यकता होती है तो केलेब्रतिओन की आवश्यकता क्यों है इन सामान्य मॉडलों में से एक की सटीकता को बढ़ाने के लिए केलेब्रतिओन की आवश्यकता होती है केलेब्रतिओन एक सामान्य मॉडल को अनुकूलित करने वाला एक अर्थ है हमारे पास एक सामान्य मॉडल है और हम इसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करना चाहते हैं इसलिए केलेब्रतिओन एक सामान्य मॉडल को अनुकूलित करने वाले अर्थ में है एक मॉडल में कैलिब्रेट किए जा सकने वाले आइटमों में एक मॉडल में हम कहते हैं कि किन चीजों को कैलिब्रेट किया जा सकता है आप जांच कर सकते हैं आप उत्पाद प्रकारों को जांच सकते हैं हम ऑपरेटिंग वातावरण को जांच सकते हैं इसी तरह अन्य वस्तुओं को जिन्हें कैलिब्रेट किया जा सकता है वे श्रम दर और कारक विभिन्न है कार्यात्मक लागत आइटम वगैरह के बीच अब इस केलिब्रतिओन के लिए कुछ अनुशंसाएँ देखते हैं इस एस्टिमेशन मॉडल का उपयोग करते समय या एस्टिमेशन करते समय कुछ सिफारिशों पर निर्भर करते हुए हमें कुछ सिफारिशें देखने या देखने न दें एकल लागत या शेड्यूल एस्टिमेशन पर निर्भर न करें हमने पहले ही देखा है कि विभिन्न पद्धतियां हैं अब तक हमने बॉटम उप टॉप डाउन एल्गोरिथम देखा है फिर यह निर्णय बेस्ड मूल्य निर्धारण इतने सारे इसलिए किसी एक लागत या शेड्यूल एस्टिमेशन पर निर्भर न करें क्योंकि कभी कभी यदि आप एकल एस्टिमेशन या एकल टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं तो गलत परिणाम दे सकता है तो यही कारण है कि आप केवल एक एस्टिमेशन टेक्निक या एकल मॉडल का उपयोग करने के बजाय कई एस्टिमेशन लगाने वाली टेक्निक या लागत मॉडल का उपयोग कर सकते हैं आप विभिन्न या कई एस्टिमेशन टेक्निक या लागत मॉडल का उपयोग कर सकते हैं ताकि परिणाम बहुत सटीक हो सके फिर यदि आप एस्टिमेशन लगाने के लिए विभिन्न एस्टिमेशन टेक्निक या मॉडल का उपयोग कर रहे हैं तो आप विभिन्न टेक्निक या मॉडलों को लागू करने या मापदंडों का एस्टिमेशन लगाने के बाद क्या कर सकते हैं तो आप परिणामों की तुलना कर सकते हैं और फिर किसी भी बड़े बदलाव के कारणों का निर्धारण कर सकते हैं इसलिए जो भी विधि का उपयोग कर सकते हैं उन्हें बहुत करीब परिणाम देना चाहिए यदि परिणाम परिणामों में हैं तो बड़ी विविधताएं हैं जो आप कर सकते हैं आप विश्लेषण कर सकते हैं की ऐसे क्यों बड़े बदलाव आ रहे हैं तो फिर आप उन्हें नोट करते हैं फिर डॉक्यूमेंट एस्टिमेशन लगाते समय की गई धारणाएँ है इसलिए जब आप एस्टिमेशन के लिए विभिन्न टेक्निक या मॉडल का उपयोग कर रहे हैं तो आप विभिन्न धारणाओं का उपयोग कर सकते हैं आप अलग अलग धारणाएँ ले सकते हैं लेकिन जो भी धारणाएँ आप ले चुके हैं उन्हें एस्टिमेशन लगाते समय मिलने वाली सभी मान्यताओं का दोकुमेन्त्ततिओन करना होगा तब एस्टिमेशन लगाने के लिए प्रोजेक्ट की निगरानी करें कि गलत अनुमानों की सटीकता को खतरे में डालने वाली धारणाएं कब निकलीं तो कभी कभी गलत धारणाओं आपकी सटीकता आपके एस्टिमेशन के कारण यह कम सटीक हो जाता है यह गलत हो रहा है इसलिए एस्टिमेशन लगाने के लिए प्रोजेक्ट की निगरानी करें कि अनुमानों की सटीकता को खतरे में डालने वाली गलतियाँ कब होंगी फिर सॉफ्टवेयर प्रक्रिया को ठीक करें इसलिए अनुमानों का विश्लेषण करना और यदि आप देख रहे हैं कि इस धारणा के कारण आपको क्या मिल रहा है तो आप गलत एस्टिमेशन लगा रहे हैं तो आप इस सॉफ़्टवेयर प्रक्रिया में सुधार कर सकते हैं तो फिर से कैसे आप एक ऐतिहासिक डेटाबेस को बनाए रखते हुए पूरी प्रक्रिया को सॉफ्टवेयर प्रक्रिया में सुधार कर सकते हैं इसलिए क्योंकि कभी कभी हमें पिछले डेटा की आवश्यकता होती है इसलिए आपको ऐतिहासिक डेटाबेस को बनाए रखते हुए पिछले प्रोजेक्ट्स के विवरण को शामिल करके सॉफ्टवेयर प्रक्रिया में सुधार करना होगा तो ये कुछ सिफारिशें हैं जिन्हें आप प्रोजेक्ट के अनुमानों को पूरा करते समय एक प्रोजेक्ट मेनेजर के रूप में अनुसरण कर सकते हैं अब हम सिम्प्लिस्टिक मॉडल का कांसेप्ट लेते हैं एक बहुत ही सरल मॉडल के अनुसार इस मॉडल के अनुसार प्रयास निम्नानुसार है अनुमानित प्रयास उत्पादकता और बहुत सीधे फार्मूला द्वारा विभाजित सिस्टम साइज़ के बराबर है अनुमानित प्रयास सिस्टम साइज़ उत्पादकता तो यदि सिस्टम का साइज़ कोड की कुछ लाइनें है और उत्पादकता प्रति दिन कोड की कुछ लाइनें है तो इस समीकरण से उत्पादकता आप उस उत्पादकता का पता लगा सकते हैं कि कितने के बराबर है सिस्टम साइज़ को प्रयास से विभाजित करके उत्पादकता सिस्टम साइज़ प्रयास इसलिए यहां यह फॉर्मूला पिछली प्रोजेक्ट ओं से संबंधित आंकड़ों पर बेस्ड है लेकिन कृपया यह सोचें कि सिम्प्लिस्टिक मॉडल में क्या गलत है तो किन मामलों में यह विफल हो जाएगा तो कृपया इस पर सोचें अब हम जल्दी से एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम हैं हम इस प्रोजेक्ट के विकास के लिए प्रयास और इस अवधि का एस्टिमेशन लगाना चाहते हैं यह उदाहरण कहता है कि कोड की 38000 लाइनों के एक लेन देन प्रोजेक्ट पर विचार करें तो इस लेन देन प्रोजेक्ट में कोड की 38000 लाइनें शामिल हैं हमें यह पता लगाना होगा कि इस प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए सबसे कम समय क्या है यहां यह भी दिया गया है कि उत्पादकता प्रति माह 4000 S L O C प्रति माह है तो उत्पादकता प्रति माह 400 एस एल ओ सी के संदर्भ में दी गई है अब हमें यह करना है जैसा कि हम देख सकते हैं कि प्रयास का सूत्र मैंने आपको पहले ही दे दिया है तो प्रयास को उत्पादकता द्वारा सिस्टम साइज़ के रूप में गणना की जा सकती है या इसमें आप कह सकते हैं कि प्रयास उत्पादकता के बराबर है 1 या 1 उत्पादकता उत्पादकता के साइज़ के बराबर है यह उत्पादकता द्वारा 1 के बराबर है जिसे 400 LOC या KLOC द्वारा विभाजित किया गया है ठीक है साइज़ में कर्मचारियों के प्रति माह 0400 KSLOC द्वारा 1 साइज़ कितना के बराबर है साइज़ कोड के 38 बराबर 38000 लाइनों के बराबर है इसका मतलब है 38 के एस एल ओ सी ३8 kSLOC तो यह कुछ ऐसा हो रहा है जो कि 25 में 38 के लगभग बराबर है प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए 100 स्टाफ महीने की आवश्यकता होगी इसलिए यहां अनुमानित प्रयास 100 कर्मचारियों का महीना हो रहा है अब न्यूनतम समय की आवश्यकता है बराबर है कि हमें यह पता लगाना है तो यह ० T5 टी के बराबर होगा और जो ० T5 और टी के बराबर है यह इस प्रयास ० equal और २5 में है कि हम पहले से ही इस चीज को प्राप्त कर चुके हैं १०० से कुछ तो यह Q द्वारा बिजली 1 के लिए 25 S M में 075 के बराबर है और यह 1875 में आ रहा है और सरलीकरण में लगभग 9 महीने होने वाले हैं इसलिए इस लेनदेन प्रोजेक्ट के लिए 38000 लाइनें या 38 K S L O C और उत्पादकता स्टाफ के लिए S महीने की 400 S L O C है जो कि हमें 100 स्टाफ महीनेऔर न्यूनतम समय 9 महीने होने का एस्टिमेशन है तो इसी तरह के उदाहरण हैं आप किताब से या स्थानों से प्राप्त कर सकते हैं कृपया उन्हें हल करने की कोशिश करें कुछ व्यायाम भी आप उन्हें हल कर सकते हैं तो इस प्रकार के छोटे अभ्यासों को असाइनमेंट के साथ साथ परीक्षा में भी पूछा जा सकता है तो आखिरकार हमने कुछ अलग अलग प्रकारों पर चर्चा की है आइए हम सारांश देखें कि हमने यहां कुछ अलग अलग प्रकार की एस्टिमेशन टेक्निक पर चर्चा की है इस वर्ग में जैसे कि टॉप डाउन टेस्टिंग हमने देखा है और नीचे हमने एस्टिमेशन टेक्निक को देखा है और हम यह भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे दृष्टिकोण और नीचे अप एस्टिमेशन टेक्निक की तुलना की है इसके अलावा हमने टॉप डाउन और बॉटम अप एस्टिमेशन टेक्निक को चित्रित करने के लिए कुछ उदाहरण लिए हैं फिर जैसा कि हमने प्रोजेक्ट एस्टिमेशन के लिए एल्गोरिथम मॉडल या पैरामीट्रिक मॉडल पर भी चर्चा की है हमने एल्गोरिथम या पैरामीट्रिक मॉडल के फायदे और नुकसान देखे हैं फिर हमने प्रोजेक्ट के एस्टिमेशन के लिए एक सरल मॉडल देखा है हमने प्रोजेक्ट के एस्टिमेशन के लिए इस सरलीकृत मॉडल का उपयोग करके प्रयास और समय का एस्टिमेशन लगाने के लिए एक उदाहरण भी लिया है तो ये प्रोजेक्ट एस्टिमेशन के लिए टेक्निक का एक और वर्गीकरण हैं अगली कक्षा में हम साइज़ के एस्टिमेशन के लिए एक अन्य मीट्रिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि कार्य बिंदु है जिसे हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे इसलिए ये संदर्भ हैं और हम यहां रुकेंगे Next class we will see the remaining parts of this project estimation techniques Thank you very much अगली कक्षा में हम इस प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक के शेष हिस्सों को देखेंगे